नमस्ते और mechanobiology का परिचय की आज की व्याख्यान मैं आपका स्वागत करते हैं आखिरी कक्षा में मैंने बीमारियों के मैकेबोलॉजी पर चर्चा शुरू की थी और इसके तहत कैंसर के बारे में चर्चा शुरू की थी तो एक चीज जो मैंने मैकेबोलॉजी के संदर्भ में कही है वह है ECM गुणों में परिवर्तन अर्थात् कठोरता तो यह ECM प्रोटीन और विशेष रूप से कोलेजन 1 के संचय से शुरू होने वाली फाइब्रोसिस नामक एक प्रक्रिया में संचालित होता है इसलिए यह फाइब्रोसिस न केवल कैंसर के मामले में होता है बल्कि हृदय रोगों में भी होता है इसलिए मैंने जो सवाल उठाया वह यह था कि फाइब्रोसिस ईसीएम की कठोरता और कैंसर के बीच क्या संबंध है और इनके रिश्ते की प्रकृति क्या है और मैंने एलिसा वीवर के इस पत्र पर चर्चा शुरू की जिसने दिखाया कि ECM की कठोरता इनवेडोपोडिया गतिविधि से संबंधित है तो ये इनवेडोपोडिया उन आक्रामक संरचनाएं हैं जो स्थानीय रूप से मैट्रिक्स को नीचा दिखाती हैं और फिर हमने वैलेरी वीवर द्वारा जैल के काम का उपयोग करने के बाद इनवेडोपोडिया के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया कि कठोरता और कैंसर के बीच कैंसर आक्रमण संबंध पर कठोरता का क्या प्रभाव है इसलिए उसने दिखाया सामान्य स्तन ग्रंथि के मामले में कठोरता 200 पास्कल ऑर्डर में है ट्यूमर के मामले में यह 200 पास्कल बढ़कर लगभग 5000 पास्कल हो जाता है तो आपके पास कठोरता में 25 गुना वृद्धि है और सवाल पूछना है कि स्तन उपकला कोशिकाओं के संगठन पर इन परिवर्तित कठोरता का प्रभाव क्या है इसलिए उसने दो अलग अलग प्रणालियों कोलेजन 1 जैल और पॉलीक्रैलेमाइड जैल का इस्तेमाल किया जो अलग अलग कठोरता के बेसमेंट झिल्ली के साथ फंक्शनलैस्ड होते हैं इन दोनों सबस्ट्रेट्स पर उसे जो कुछ मिला वह सबस्ट्रेट्स पर था जो कि सामान्य स्तन ग्रंथि की मूल कठोरता की नकल करते हुए 200 पास्कल थे कोशिकाएं उपकला कोशिकाएं इन एसिनी संरचनाओं का निर्माण करती हैं लेकिन कठोर सतहों के मामले में 5000 पास्कल हैं और जो वह पाती हैं यह है की आपको लगता है कि आपके पास कोशिकाओं का ये कुल है जो एक बहुत ही आक्रामक फेनोटाइप प्रदर्शित करता है ये भी एसीनी संरचना में आते हैं और जब उसने कड़ेपन को बढ़ाया तो उसने यह दिखाया कि उसने इंटीग्रिन का स्तर बढ़ाया था तो यह सुझाव देता है कि कठोर जैल पर आसंजन ड्राइव एसिनी डिसैम्बली बढ़े इसलिए उसने दिखाया नरम और कड़ी सतहों की तुलना में नरम सतहों पर फोकल परिसरों से स्तन उपकला कोशिकाओं है इसलिए यदि आप पहले की चर्चाओं से याद करते हैं तो फोकल कॉम्प्लेक्स छोटे डॉट जैसी संरचनाएं थीं कठोर सतहों पर रहते हुए उन्होंने 397 पर फोकल आसंजन और विनकुलिन या फोकल आसंजन किनोस के फॉस्फोराइलेशन को पाया 397 पर फोकल आसंजन किनेज में टायरोसिन फॉस्फोराइलेशन जिसे विंचुलिन की भर्ती का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है और केवल कठोर सतहों पर देखा गया था तो यह बताता है कि फोकल आसंजन स्थिरीकरण के लिए मैट्रिक्स की कठोरता आवश्यक है उन्होंने पाया कि कठोर सतहों पर इन MEC मेमोरी एपिथेलियल कोशिकाओं ने ज्यादा ट्रैक्शन का प्रदर्शन किया तो इन से यह पता चलता है कि एक्टोमीसिन सिकुड़ा बल फोकल आसंजनों को स्थिर कर रहा है तो उन्होंने कुछ अन्य प्रयोग किए जिसमें एक नरम सतह पर उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट्स लिया और कतरनी बल लगाया और दिखाया कि नरम सतह पर भी फोकल आसंजन बढ़ता है जब भी आप बल लगाते हैं एक नरम सतह पर भी फोकल आसंजन का विकास होता है तो यह सब फिर से स्पष्ट करती है कि बल फोकल आसंजन असेंबली को बढ़ावा देता है और इंटीग्रल एग्रीगेशन की ओर जाता है तो बढ़ी हुई सिकुड़न आमतौर पर rho ROCK सिग्नलिंग द्वारा संचालित होती है तो आपने सिकुड़न को बढ़ा दिया है उच्च कर्षण का अर्थ है उच्च संकुचन और यह धुरी के रूप में रो रोक सिग्नल द्वारा संचालित है तो Rho ROCK सिग्नलिंग वास्तव में इंटीग्रिन द्वारा सक्रिय है तो इंटीग्रेंस सिकुड़न को भी बढ़ाता है यह देखने के लिए कि नरम और कड़ी सतहों के बीच Rho ROCK सिग्नल कैसा था उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट ले लिया और स्टिफर सतहों पर दिखाया तो आपके पास ROCK में वृद्धि हुई है और कोशिकाएं अधिक बल लगाती हैं तो उच्च बल अगर स्वयं इलाज किया गया था या इन कोशिकाओं को इन y 27632 से इलाज किया गया यह एक ROCK अवरोधक है इससे कोशिकाओं द्वारा लगाए गए बलों में गिरावट आई है इसलिए उन्होंने यह प्रयोग भी किया जहां उन्होंने V14 Rho के साथ कोशिकाओं को प्रसारित किया इसलिए यह एक संवैधानिक रूप से सक्रिय निर्माण है इसलिए Rho हमेशा सक्रिय रहता है और उन्होंने दिखाया कि इसकी उपस्थिति में वृद्धि हुई है जिससे ट्रैक्शन में वृद्धि हुई आसंजन में भी वृद्धि हुई है तो मेमोरी उपकला कोशिकाओं की आपकी कॉलोनी का आकार भी बढ़ गया ये दोनों बढ़ गए और इन सभी को बाधित किया जा सकता है इसलिए जब उन्होंने U0126 नामक इस दवा के साथ इलाज किया तो यह एक MEK अवरोध करनेवाला U0126 है जिसके कारण ROCK गतिविधि में गिरावट आई इसलिए ROCK का स्तर घट गया तो ये सुझाव देते हैं कि मैट्रिक्स अनुपालन या कठोरता आसंजन असेंबली की ओर जाता है और यह वृद्धि कारक निर्भर ERK सक्रियण की ओर जाता है इसलिए संक्षेप में उन्होंने जो पाया वह यह था कि कठोरता में वृद्धि के साथ यदि आपके पास नरम और कठोर सतहें हैं तो आपको इस दिशा में कठोरता में वृद्धि हुई है तो नरम सतह पर आपके पास फोकल कॉम्प्लेक्स हैं कठोर सतह पर आपके पास फोकल आसंजन होता है बल फोकल कॉम्प्लेक्स को फोकल आसंजन में परिवर्तित करता है ये फोकल आसंजन ERK सिगनलिंग को ड्राइव करते हैं और यह ROCK को सक्रिय करता है और यह ROCK मायोसिन लाइट चेन फॉस्फोराइलेशन को सक्रिय करता है जो फिर से फोकल आसंजन को मजबूत करने के लिए फीड करता है तो यह पूरा चक्र अनिवार्य रूप से इस ट्यूमर फेनोटाइप के लिए अग्रणी है यह एक ट्यूमर फेनोटाइप ड्राइव करता है तो यह in vitro का पहला प्रदर्शन था जो कठोरता में वृद्धि से कैंसर के आक्रमण को प्रेरित कर सकता है लेखक यहीं नहीं रुके उन्होंने इसे in vivo में बढ़ाया और पूछा कि क्या वे माउस मॉडल का उपयोग करके in vivo में इसी तरह के अवलोकन कर सकते हैं तो यह वह पेपर है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं यह 2009 में Cell में प्रकाशित हुआ था उन्होंने दिखाया कि इन मामलों में आमतौर पर 20 से 25 प्रतिशत में स्तन कैंसर के मरीज के पास EGFR या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रवर्धित हुए है इसलिए उन्होंने चूहे से वह HER 2 जीन के बराबर ले लिया जो कि मनुष्यों में प्रवर्धित है जिसे NEU कहा जाता है और उन्होंने MMTV प्रमोटर का उपयोग करके एक मॉडल का उपयोग किया तो इस माउस मॉडल में आप लंबे समय तक विलंबता के साथ स्तन ट्यूमर उत्पन्न करते हैं तो आपके पास यह माउस मॉडल है जिसमें आप NEU की अभिव्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं जो कि चूहा मे HER 2 के बराबर है और यह ट्रैक करता है कि ट्यूमर कैसे बनता है और उसका प्रगति कैसे होता है इसलिए उन्होंने पहले क्या प्रदर्शित किया तो in vitro की तरह ही उन्होंने कठोरता को अलग करने के लिए पॉलीक्रैलेमाइड जैल या कोलेजन जैल का उपयोग किया और उन्होंने रियोलॉजी और संपीड़न माप का भी उपयोग किया यदि वे रियोलॉजी और कम्प्रेशन माप का उपयोग करते हैं तो ये प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य स्तन ग्रंथि में जैसे जैसे ट्यूमर आगे बढ़ता हैआपके पास सामान्य पूर्व घातक और घातक व्यक्तिगत चरण हैं तो आपने देखा कि इन परिणामों नें प्रदर्शित किया है कि कठोरता में वृद्धि हुई है तो कठोरता में वृद्धि हुई है और वे आगे बढ़ गए इसलिए उन्होंने यह किया कि वह मेरे मोडालिटी इमेजिंग के उपयोग को देखा जिसे सरल हार्मोनिक जेनरेशन कहा जाता है तो यह ECM संगठन को देखने की अनुमति देता है तो उन्होंने पाया वह सामान्य छवि के मामले में वह कोलेजन फाइब्रिल्स के लिए था तो आपको जो मिला वह यह था कि कोलेजन फाइब्रिल्स आकारिकी में रिबन प्रदर्शित करते हैं पूर्व घातक में आपके पास ये रिबन थे लेकिन आपके पास ये रैखिक किस्में भी थीं और घातक में आपके पास यह क्रॉस लिंकड बहुत रैखिककृत बंडलों था इसलिए आपके पास रैखिककृत बंडलों थे तो और उन्होंने दिखाया आपके पास यह घातक परिवर्तन है यह col 1 में वृद्धि कोलेजन एक घनत्व और इसके क्रॉस लिंकिंग से जुड़ा था यह क्रॉस लिंकिंग इस एंजाइम कॉल लिसील ऑक्सीडेज या LOX द्वारा मध्यस्थता की गई थी इसलिए इस मॉडल में जब उन्होंने MCF 10AT माउस स्तनधारी उपकला कोशिकाओं को इंजेक्ट किया तो वे पाते हैं कि पूर्व घातक ऊतक हैं इसलिए यह जाँचने के लिए कि इस बढ़ते हुए क्रॉस लिंकिंग का क्या प्रभाव है उन्होंने एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने फाइब्रोब्लास्ट लिया जो व्यक्त करने से अधिक थे ये व्यक्त LOX में वृद्धि कर रहे थे तो यह विचार था कि स्ट्रोमा में फाइब्रोब्लास्ट्स LOX का स्राव करेंगे जो कोलेजन को क्रॉस लिंकिं करेगा और इसे स्टिफर बना देगा तो उन्होंने rheologically पुष्टि की है कि आपका जो स्ट्रोमा LOX के साथ कंडीशन था वह अधिक स्टिफर था और उसमें अधिक फाइब्रिलर कोलेजन था तो स्ट्रोमा के गुणों में यह परिवर्तन में उन्होंने पाया MEC's जो आक्रमण करना शुरू कर दिया और यह आक्रमण आसंजनों में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ था और कुल मिलाकर घाव का आकार भी बढ़ गया था तो यह एक बार फिर से प्रदर्शित करता है कि यदि आप मैट्रिक्स को स्टिफर करते हैं तो ये स्तनधारी ऑर्गेनाइडज आक्रमण करना शुरू कर देते हैं उन्होंने उल्टा प्रयोग भी किया इसलिए BOXN नामक दवा का उपयोग करके LOX को रोक दिया और फिर उन्होंने फिर से यह दिखाया कि जब LOX को बाधित किया गया तो फाइब्रोसिस काम हुआ और फोकल आसंजनों को नुकसान पहुंचाया और ट्यूमर की प्रगति में बाधा या देरी हुई तो इन दोनों तरह के प्रयोगों से यह प्रदर्शित होता है कि यदि आप LOX को बढ़ावा देते हैं यदि आप LOX के स्तर को एक आक्रामक फेनोटाइप में बढ़ाते हैं तो आप इसे LOX गतिविधि के अवरोध द्वारा उलट सकते हैं तो फिर उन्होंने एक प्रयोग किया कि क्या स्तनधारी उपकला कोशिकाएं स्ट्रोमल कोशिकाओं की आवश्यकता के बिना प्रतिक्रिया कर सकती हैं और क्या वे कठोरता में बड़वती का जवाब देने के लिए प्रतिक्रिया दे सकती हैं या आक्रमण कर सकती हैं तो प्रयोग का यह सेट इस तरह से ठीक था क्योंकि उन्होंने स्तन संबंधी उपकला कोशिकाओं को इंजेक्ट किया और उन्हें ऑर्गनाइडज बनने दिया जिससे आपको यह एसिनी की संरचना बनती है तो यह कोलेजन जैल का उपयोग करके किया गया था आपके पास एसिनी की संरचना का गठन हुआ है और फिर आपके पास दो प्रयोग हैं एक मामले में उन्होंने कुछ भी नहीं किया दूसरे मामले में उन्होंने कोलेजन को क्रॉस लिंक करने के लिए राइबोज को जोड़ा और आश्चर्य से फिर इस मामले में वे इस संरचना को गिरते देखना शुरू कर दिया उनकी संगठित एसिनी संरचना अलग होने लगी थी या तो इस मामले में राइबोस के साथ यह बनाए रखा गया था लेकिन अगर उन्होंने ErbB2 सक्रियण को फिर से जोड़ा तो संरचना अलग होने लगी और इन सभी मामलों में फिर से जब उन्होंने राइबोज को जोड़ा तो क्रॉस लिंकिंग कोलेजन का मतलब कठोरता में वृद्धि है और इन मामलों में फोकल आसंजन अधिक प्रमुख थे इसलिए इन परिणामों के साथ साथ यह सुझाव दिया जाता है कि आपके पास एक ऐसा प्रभाव हो सकता है जिसमें ECM की कठोरता अकेले ट्यूमर को आगे बढ़ा सकती है तो सामान्य के मामले में आपके पास ECM जो आराम से है उससे घिरे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया एसिनी संरचनाओं है जब आप पूर्व घातक की ओर जाते हैं तो आपके पास ये कोशिकाएं है जो इस पूरे स्थान को भरती हैं और इन मामलों में आप बंडलों को देखना शुरू करते हैं तो ये आपके ECM फाइबर हैं और ट्यूमर के मामले में यह बेसमेंट झिल्ली टूट जाती है और आपके पास पूरी कोशिकाएं होती हैं जो आक्रमण करना शुरू करते हैं यानी कि वे बेसमेंट की झिल्ली को तोड़ते हैं और वे आक्रमण करना शुरू करते हैं इसलिए एक प्रकार का प्रतिसहज यह है कि आप ECM कठोरता में वृद्धि कर चुके हैं तो ईसीएम कठोरता में वृद्धि या ईसीएम घनत्व में वृद्धि वास्तव में स्ट्रोमा पर मैट्रिक्स के छिद्र आकार को कम करना चाहिए इसलिए यदि आपने घनत्व बढ़ाया है तो यह वास्तव में कोशिकाओं को सही आक्रमण करने से रोकना चाहिए आपके छिद्र का आकार कम हो गया है उन्हें इस पर कैंसर के आक्रमण को रोकना चाहिए लेकिन आप जो निरीक्षण करते हैं वह यह है कि कोशिकाएँ अधिक से अधिक आक्रामक कैसे हो सकते हैं इसलिए इसका उत्तर मैट्रिक्स को नष्ट करने वाली कैंसर कोशिकाओं में है इसलिए न केवल कठोरता कोशिकाओं को संख्या में बढ़ना और एकीकृत होने में उत्तेजित करती है लेकिन आक्रमण को तंत्र के रूप में जुड़ा होना चाहिए जो कोशिकाओं को मैट्रिक्स को नीचा दिखाने के लिए प्रोटीएसस को स्रावित करने की अनुमति देता है तो इन मैट्रिक्स को सबसे अधिक डीग्रेड करने के लिए प्रोटीन के एक वर्ग द्वारा मध्यस्थता की जाती है जिसे प्रोटीनेसस कहा जाता है तो यह ट्यूमरजेनसिस से जुड़ा हुआ है और मानव में 23 MMPs की पहचान की गई है इस प्रकार वर्गों में से एक को मैट्रिक्स मैटलो प्रोटीनेसस कहा जाता है इसलिए MMPs का मतलब मैट्रिक्स मैटलो प्रोटीनेसस या MMPs है इसलिए मैं आज के लिए यहां रुकूंगा अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि ECM कठोरता द्वारा MMP अभिव्यक्ति को कैसे विनियमित किया जाता है इसके साथ ही मैं यहां रुकता हूं